तो फिर से नमस्कार और आज की कक्षा में हम कोशिका चक्र की प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं अब इससे पहले कि मैं सेल साइकल के बारे में बात करूं और कोशिका चक्र की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं आइए हम अपने जीवन को कैसे शुरू करते हैं इस पर गौर करें अब हम सभी जानते हैं कि हम एक एकल कोशिका वाले जीव के रूप में अपना जीवन शुरू करते हैं जो कि ज़ाइगोट है और यह डिंब के साथ शुक्राणु के निषेचन के बाद होता है यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यद्यपि हम सभी अपने जीवन की यात्रा अपनी माँ के गर्भ में एक एकल कोशिका के रूप में शुरू करते हैं लगभग नौ महीने के समय में हम पैदा होते हैं और फिर बाद में जब हम बड़े होते हैं और वयस्क होते हैं हमारा शरीर लगभग 1014 कोशिकाएँ से बना होता है अब यह कैसे संभव है अब यह संभव है क्योंकि प्रत्येक जीवित कोशिका को एक मूल कार्य करना है और वह है इसके डीएनए को फिर से रेप्लकिट करना और फिर इसे डॉटर सेल्स को देना तो कोशिका चक्र मूल रूप से इस बारे में बात करती है कि कैसे एक सेल अपने डीएनए को डुप्लिकेट करने के लिए खुद को तैयार करता है और फिर दो डॉटर सेल्स में विभाजित करने के लिए तो यह कुछ बहुत ही रोचक है अब आप कोशिका चक्र को कैसे परिभाषित करेंगे मैं कहूंगी कि यह उन घटनाओं की एक श्रृंखला है जिससे सेल गुजरता है और इन सभी घटनाओं से गुजरने का कारण है कि क्योंकि यह खुद को तैयार करने की कोशिश करता है और डूप्लकेशन के लिए सेल में पर्याप्त रॉ मैटिअर्इअल उत्पन्न करने की कोशिश करता है अब यह महत्वपूर्ण है सेल को सूचना पास करने के लिए जेनेटिक मैटिअर्इअल का डूप्लकेशन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसलिए यह पहले अपने जेनेटिक मैटिअर्इअल को डुप्लिकेट करता है यह इसके विभिन्न सेल ऑर्गेनेल की पर्याप्त प्रतियां होने की भी कोशिश करता है उदाहरण के लिए सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका पौधों के मामले में क्लोरोप्लास्ट होगा तो यदि किसी कोशिका को दो डॉटर सेल्स में विभाजित करना है तो उसे समान मात्रा में जेनेटिक मैटिअर्इअल पास करना होगा जो कि डीएनए है इसके अलावा इसे अन्य सभी सेल ऑर्गेनेल को विभाजित करना होगा ताकि नई डॉटर सेल जो बनती है वह अपने सभी कार्य कर सके तो पहली बात जो कोशिका चक्र में शामिल है वह जेनेटिक मैटिअर्इअल के डूप्लकेशन की तैयारी है और इसमें डीएनए रेप्लकेशन शामिल है हम डीएनए रेप्लकेशन के इस खंड को एक अलग क्लास में समझेंगे आज हम केवल कोशिका चक्र के विभिन्न चरणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो इसे अपने जेनेटिक मैटिअर्इअल को डुप्लीकेट करना होगा इसे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल की अधिक प्रतियां देनी होंगी और उन्हें डुप्लिकेट भी करना होगा और कोशिका चक्र का दूसरा चरण सेल डिवीजन की वास्तविक प्रक्रिया है तो एक बार डीएनए डुप्लिकेट हो जाता है तो यह कैसे होता है कि समान मात्रा में डीएनए न्यूनतम त्रुटियों के साथ अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि कोशिका चक्र के प्रत्येक दौर में डीएनए न्यूनतम त्रुटियों के साथ डुप्लिकेट हो जाता है और यह डीएनए फिर डॉटर सेल्स में समान रूप से विभाजित हो जाता है अब यह विभाजन है जिसे आप कोशिका विभाजन कहते हैं तो कोशिका चक्र में कई चरण होते हैं और इससे पहले कि मैं कोशिका चक्र के विभिन्न चरणों में जाऊं मैं चाहती हूं कि आप कुछ चीजों पर विचार करें अब यह आवश्यक नहीं है कि आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका एक ही दर पर सेल साइकिल से गुजरेंगी और वास्तव में कुछ अपवाद हैं जहां कोशिकाओं के कुछ सेट उनके बनने के बाद और उच्च स्तर की दक्षता हासिल करने के बाद वे विभाजित नहीं करते हैं और उनमें से कुछ तंत्रिका कोशिकाएं हैं न्यूरॉन्स एक बार जब ये पूरी तरह से बन गए होते हैं तो हमारे विकास के कुछ शुरुआती वर्षों को छोड़कर और एक बार जब ये पूरी तरह से बन जाते हैं और वे अपने कार्य में अत्यधिक कुशल हो जाते हैं तो ये विभाजित नहीं होते हैं ये वास्तव में कोशिका चक्र की प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं मैं बताऊंगी कि ऐसे क्यों है और वास्तव में कारण कि ये विभाजित नहीं करते हैं क्योंकि ये अपने कार्य करने में बहुत व्यस्त हैं और ये अत्यधिक विशिष्ट हैं जैविक रूप में हम इसे कहते हैं ये पहले से ही डिफरेन्शीऐट हैं इसी तरह यदि आप उन कोशिकाओं को देखते हैं जो हमारे हृदय की दीवारों को बनाती हैं कार्डियोमायोसाइट्स ये डिफरेन्शीऐट होने के बाद विभाजित नहीं होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं ये कोशिकाएं समय समय पर बोन मैरो से निकलती हैं ये बोन मैरो कोशिकाओं से बनती हैं और आप पाते हैं आपने अपने स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में अध्ययन किया होगा कि यह एक कोशिका प्रकार है जो एक बार डिफरेन्शीऐट हो जाने के बाद एक बार जब यह अपनी डिफरेन्शीऐट क्षमता तक पहुँच जाती है यह अपने न्यूक्लियस को खो देती है और यह समझ में आता है क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य हीमोग्लोबिन ले जाने के लिए है अब हीमोग्लोबिन मुख्य पिग्मॅन्ट् है जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन को अवशोषित करता है और वहन करता है और यही इसका प्रमुख एकमात्र उद्देश्य है इसलिए यदि वह अधिक से अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन को समायोजित करना चाहता है तो उसे न्यूक्लियस से छुटकारा पाना होगा तो डिफ़र्इन्शीएशन पर RBCs के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और परिणामस्वरूप ये कोशिका विभाजन से नहीं गुजरते हैं डिफरेन्शीऐट हो जाने के बाद और क्योंकि ये कोशिका विभाजन से नहीं गुजरते हैं प्रत्येक RBC जो समय समय पर हमारे बोन मैरो पूल से बाहर निकलते रहते हैं उसका लगभग 120 दिनों का जीवन काल होता है तो कुछ कोशिकाएँ हैं जो सेल साइकिल से नहीं गुजरेंगी लेकिन फिर भी कुछ कोशिकाएँ होती हैं जो केवल मांग होने पर ही सेल साइकिल या कोशिका विभाजन से गुजरती हैं और एक अच्छा उदाहरण सफेद रक्त कोशिकाओं है अब हम सभी जानते हैं कि हर बार जब हमें किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो हमारे शरीर में इससे लड़ने की क्षमता होती है जिसे आप प्रतिरक्षा कहते हैं अब यह प्रतिरक्षा संभव है क्योंकि हर बार जब सफेद रक्त कोशिकाओं आक्रमणकारियों को समझ रही होती हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं में होने वाली घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला होती है और यह अब सफेद रक्त कोशिकाओं को अनुमति देता है और ट्रिगर करता है और विशिष्ट सफेद रक्त कोशिकाएं को एक संदेश भेजता है कि हमें गुणा करना होगा हमें विभाजित करने की आवश्यकता है पर्याप्त सैनिक तैयार हैं ताकि ये अब हमलावर रोगज़नक़ या हमलावर बैक्टीरिया को मार सकें तो हमारे शरीर में ऐसी कोशिकाएँ होती हैं जो आवश्यकता पड़ने पर सेल साइकिल से गुजरेंगी समान उदाहरण इसी तरह आप पाते हैं कि यकृत कोशिकाएं ये पुन उत्पन्न होती हैं वे केवल जरूरत पड़ने पर विभाजित होती हैं इन अत्यधिक विशिष्ट कोशिकाओं के विपरीत मैं यह नहीं कहूंगी कि कोशिकाओं के अन्य समूह विशेष नहीं हैं लेकिन फिर उनका कार्य शरीर के अंगों को बनाए रखना है उदाहरण के लिए हमारी त्वचा अब अगर आपको किसी भी तरह के घाव हो रहे हैं तो त्वचा को खुद ही घाव भरना पड़ता है और खुद को ठीक करना पड़ता है अब इस तरह की कोशिकाएं जो आमतौर पर उपकला कोशिकाएं लाइनिंग कोशिकाएं त्वचा की लाइनिंग कण्ठ की लाइनिंग होती हैं इन्हें खोई हुई कोशिकाओं को विभाजित और फिर से भरना जारी रखना पड़ता है तो ये वे कोशिकाएं हैं जो लगातार सेल साइकिल की प्रक्रिया से गुजरती हैं इसलिए किसी प्रकार के सेल का एकमात्र उद्देश्य क्या है इसके आधार पर बहुत सारी कोशिकाएं सेल साइकिल से गुजरना नहीं चुन सकती हैं जब तक कि ऐसा करने के लिए धक्का न दिया जाए जबकि कुछ कोशिकाओं को नियमित रूप से विभाजित करना और डॉटर सेल्स को जन्म देना होता है और एक पॉइंट जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि हर बार जब वे विभाजित होते हैं और डॉटर सेल्स को जन्म देते हैं तो उन्हें डॉटर सेल्स को सटीक जानकारी देनी होती है अब यह बहुत काम है और इसके लिए बहुत अधिक सटीकता की आवश्यकता है इससे पहले कि मैं फिर से आगे बढ़ूं मैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट को फिर से उजागर करना चाहती हूं अब प्रत्येक यूकेरियोटिक कोशिका में स्पष्ट रूप से सेल साइकिल की अलग अलग लंबाई होगी लेकिन अगर हम एक औसत मानव सेल से एक औसत सेल साइकिल की तुलना करें जो कि सोलह से चौबीस घंटे के बीच कहीं भी है तो आपको Ecoli जैसे प्रोकैरियोट्स मिलते हैं जो हर बीस मिनट में गुणा करते हैं अब यह दिलचस्प है क्योंकि यह आपको यह भी बताता है कि क्यों जब आपको जीवाणु संक्रमण होता है यह इतनी जल्दी फैलता है क्योंकि हर बीस मिनट में सूक्ष्म जीव वास्तव में दो डॉटर सेल्स को जन्म दे रहा है लेकिन मनुष्यों के विपरीत और मैं मनुष्यों के उदाहरणों को सरलता के लिए लूंगी आप पाते हैं कि जीवाणु संरचना बहुत अधिक सरल है इसमें केवल गोलाकार डीएनए का एकल अणु है जो लगभग चार मिलियन बेस पेयर से बना है अब इसकी तुलना मनुष्यों से करें जहाँ लगभग तेईस जोड़े क्रोमसोम होते हैं कुल मिलाकर हमारे पास 46 क्रोमसोम हैं और अगर हमें इन क्रोमसोम या डीएनए को खोलना हैं और इसे एन्ड से एन्ड एक साथ रखना है मान लीजिए एक प्रयोगशाला में आप पाएंगे कि मनुष्यों में एकल कोशिका से डीएनए की वास्तविक लंबाई संभवतः दो मीटर लंबी है और सिर्फ लंबी नहीं अगर आप आधार जोड़े की संख्या देखते हैं तो यह प्रोकैरियोट्स से लगभग हजार गुना बड़ा है तो हमारी वास्तुकला मानव डीएनए की वास्तुकला कहीं अधिक जटिल है और यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हमारा दो मीटर लंबा DNA का टुकड़ा एक सेल में फिट बैठता है जिसका लगभग 10 माइक्रोमीटर का व्यास होता है अब यह कैसे संभव है अब यह संभव है और आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है सेल साइकल और म्यूटोसिस और माइओसस दोनों को समझने के लिए इसलिए मैं इसे तुरंत कवर करूंगी कि इन DNA की व्यवस्था कैसे की जाती है और यह क्रोमसोम में व्यवस्थित होते हैं इतना ही हम सभी को पता है लेकिन एक वास्तुकला है जो प्रोकैरियोट्स की तुलना में यूकेरियोट्स के मामले में बहुत अलग है तो एक DNA जो इस मामले में है वह यह अणु है जब आप इसे पैकेज करना चाहते हैं जब सेल इस DNA को एक कॉम्पैक्ट संरचना में पैकेज करना चाहता है तो यह DNA यहां इसे एक स्ट्रिंग के रूप में दर्शाया गया है वस्तुत यह प्रोटीन के एक सेट के चारों ओर वाइन्ड होता है जिसे हिस्टोन'Histones' कहा जाता है तो यह ऐसा है आपके पास बीड्ज़ की एक स्ट्रिंग है जहां प्रत्येक बीड् उस बीड् के चारों ओर डीएनए स्ट्रैंड लपेटता है और उन प्रोटीनों को हिस्टोन कहा जाता है अब यह ऑर्गनिज़ेशन का पहला ऑर्डर है और फिर बीड्ज़ की यह स्ट्रिंग एक हेलिकल् फैशन में कॉइल होगी और एक दूसरे के ऊपर पैक होगी और ये न्यूक्लियोसोम बनाएंगे और इसलिए इस मामले में यह एक न्यूक्लियोसोम है फिर यह फिर से कॉइल होता है और फिर अगली कोइलिंग और इसी तरह अब इनमें से प्रत्येक न्यूक्लियोसोम आगे संघनित हो जाता है और यह संरचना जिसे आप क्रोमैटिन कहते हैं तो मनुष्यों में या यूकेरियोट्स में DNA अधिक जटिल होता है आकार में बहुत अधिक बड़ा होता है हिस्टोन की मदद से पैक किया जाता है जो प्रोटीन उनकी पैकेजिंग में मदद करते हैं और क्रोमेटिन नामक संरचनाओं में धारण करने में मदद करते हैं और हम में से हर एक जैसा कि मैंने कहा क्रोमसोम के तेईस जोड़े हैं और प्रत्येक क्रोमसोम क्रोमैटिड्स से बना है और जो आप पाते हैं वह सेल साइकिल में DNA रेप्लकेशन की प्रक्रिया के बाद है हम इसे अलग से कवर करेंगे DNA रेप्लकेशन की प्रक्रिया होने के बाद प्रत्येक क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड को जन्म देगा ये सिस्टर क्रोमैटिड हैं लेकिन इनमें से प्रत्येक वास्तव में एक क्रोमसोम है और ये सिस्टर क्रोमैटिड DNA रेप्लकेशन के ठीक बाद एक केंद्रीय बिंदु पर सेंट्रोक्रोम नामक संरचना द्वारा एक साथ रखें जाते हैं अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है हम इसका उल्लेख तब करेंगे जब हम सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे और यह क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अब यह है कि दोनों सेल डिवीजन के समय क्रोमसोम अलग हो जाएंगे और मैं इस पर तब आऊंगी जब हम माइटोसिस के बारे में बात करेंगे तो आपको सराहना करनी होगी कि प्रोकैरियोट्स के विपरीत जिसमें बहुत अधिक सरल DNA है DNA वास्तुकला मनुष्यों में थोड़ी अधिक जटिल है और लगभग सभी यूकेरियोट्स में और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें इन सभी बड़ी मात्रा में जानकारी को एक छोटे से सेल में कॉम्पैक्ट करने की आवश्यकता है जिसमें लगभग दस माइक्रोन का व्यास होता है और उसके भीतर उसे नूक्लीअस में पैकेट होना होता है जिसमें लगभग दो से पांच माइक्रोन का व्यास होगा तो यह है इस तरह से हमारे शरीर में DNA व्यवस्थित होता है अब ऐसा नहीं है कि पूरी सेल साइकिल में आप पाएंगे कि एक DNA हमेशा एक क्रोमसोम के रूप में मौजूद होता है यह सच नहीं है अधिकतर यह क्रोमेटिन के टुकड़ों के एक ढीले सेट के रूप में आयोजित किया जाता है लेकिन कोशिका के विभाजन से पहले और इसके आनुवंशिक पदार्थ को विभाजित करने के लिए तैयार होने से ठीक पहले क्रोमेटिन क्रोमोसोम में संघनित हो जाता है तो यह सब हम अपनी कोशिका विभाजन पर क्लास में देखेंगे तो सेल साइकिल क्या है चलिए सेल साइकिल पर वापस आएँ जैसा कि मैंने आपको बताया सेल साइकिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह अपनी सटीक जानकारी को दो डॉटर सेल्स तक पहुंचाता है और इसे करने की प्रक्रिया में पहले इसे DNA को डुप्लिकेट करना होगा और फिर इसे दोनों डॉटर सेल्स को वितरित करना होगा इसे ऑर्गनेल को भी डुप्लीकेट करने की जरूरत है और इसे डॉटर सेल्स को वितरित करना होगा अब तो इस सेल साइकिल में दो प्रमुख चरण होते हैं पहला चरण इंटरस्पेस'interphase' है अब इंटरस्पेस एक सेल साइकिल के समय में लगभग 95 प्रतिशत भाग पर कब्जा कर लेता है जबकि एम चरण'M phase' बहुत कम समय तक जीवित रहता है और यह एम चरण में है कि पहले आनुवंशिक पदार्थ डुप्लिकेट होने के बाद न्यूक्लियस दो न्यूक्लिआइ में विभाजित हो जाता है और फिर साइटोप्लाज्म विभाजित होता है और दो डॉटर सेल्स को जन्म देता है तो आपके पास न्यूक्लियर विभाजन है आपके पास साइटोप्लाज्मिक विभाजन है अब एक बात जो पेचीदा और आश्चर्यचकित करने वाली है वह यह है कि यदि आप प्लेयर्स को देखना चाहते हैं आणविक प्लेयर्स जो इस इंटरस्पेस माइटोटिक चरण और DNA रेप्लिकेशॅन को नियंत्रित करते हैं आप पाते हैं कि ये यूकेरियोट्स में अत्यधिक संरक्षित हैं तो यह दिलचस्प है दूसरी बात हर सेल साइकिल में कोशिका कोशिका विभाजन या आनुवंशिक सामग्री के विभाजन से केवल एक बार गुजरती है इसलिए प्रत्येक कोशिका खुद को तैयार करती है पर्याप्त रॉ मैटिअर्इअल उत्पन्न करती है अपने DNA को डुप्लिकेट करने के लिए तैयार हो जाती है अपने आनुवंशिक सामग्री के बराबर प्रतियां उत्पन्न करती है फिर विभाजित होती है तो एक सेल साइकिल में कोशिका विभाजन या न्यूक्लियर विभाजन और DNA रेप्लिकेशॅन एक बार होता है तो चलिए सेल साइकिल पर जाते हैं यह थोड़ी व्यस्त स्लाइड है इसलिए मुझे इसके माध्यम से चलना चाहिए तो चलिए हम बताते हैं यह वह सेल है जिसने दो डॉटर सेल्स में विभाजित होने का फैसला किया है और जानकारी को डॉटर सेल्स को पास किया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रमुख हिस्सा तैयारी का चरण है इसलिए शुरुआत से लेकर अब तक के सभी रास्ते इंटरपेज़ हैं अब इस इंटरफेज़ में हमारे पास फिर से तीन चरण हैं पहले वाले को G1 फेज़ कहा जाता है और इसे ग्रोथ फेज़ वन भी कहा जाता है अब यह है यह लगभग आठ से दस घंटे तक रहता है और इस फेज़ में सेल साइकिल का पहला फेज़ सेल मूल रूप से आकार में बढ़ने लगता है यह पर्याप्त करेंसी जमा करना शुरू कर देता है क्योंकि इसे सभी ऊर्जा की आवश्यकता होगी बाद की प्रक्रिया के लिए इसलिए यह ATP की एक बड़ी मात्रा पैदा करना शुरू कर देता है यह ऑर्गेनेल को डुप्लिकेट करना शुरू कर देता है क्योंकि आखिरकार ऑर्गेनेल को डॉटर सेल्स को पारित करना पड़ता है और यह पर्याप्त संसाधन उत्पन्न करता है अब एक प्रमुख संसाधन जो बड़ी मात्रा में उत्पन्न होना है हिस्टोन हैं क्योंकि DNA को डुप्लिकेट किया जा रहा है नए DNA को क्रोमैटिन संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाना है और इसके लिए बहुत सारे हिस्टोन की आवश्यकता होती है तो बिल्डिंग ब्लॉक्स इनमें से बहुत सारे प्रोटीन जो DNA रेप्लकेशन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं नए संश्लेषित DNA को काम्पैक्ट करने के लिए नए संश्लेषित DNA की पैकेजिंग के लिए जो कि हिस्टोन G1 चरण में संश्लेषित हो रहे हैं और इससे पहले कि कोशिका वास्तव में DNA रेप्लकेशन की प्रक्रिया शुरू करें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी डीएनए क्षति नहीं है एक सेल डीएनए के दोषपूर्ण टुकड़े को DNA रेप्लकेशन से गुजरने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि तब यह डॉटर सेल्स को गैर अनुकूल पात्रों पारित करने की संभावना को बढ़ाएगा जिसे स्वीकार नहीं किया गया है तो G1 फ़ेज में सेल अनिवार्य रूप से खुद को तैयार कर रहा है रॉ मैटिअर्इअल का उत्पादन कर रहा है ऊर्जा पैदा कर रहा है और इसलिए कि अब सेल डीएनए रेप्लकेशन के फ़ेज पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है तो सेल चक्र का दूसरा फ़ेज एस फ़ेज है जहां DNA का वास्तविक डूप्लकेशन होता है प्रत्येक क्रोमोसोम खुद को डुप्लिकेट करता है और यह मनुष्यों में छह से आठ घंटे के बीच कहीं भी रहता है और हम डीएनए रेप्लकेशन के इस विषय को अलग से कवर करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी समझ शामिल है कि डीएनए वास्तव में कैसे सुनिश्चित करता है कि यह सटीक जानकारी दे रहा है इसलिए मैं इसे एक अलग क्लास में शामिल करूंगी लेकिन फिलहाल के लिए आपको याद है कि इंटरफेज़ का दूसरा चरण एस चरण है अब एक बार जब डीएनए रिलिजस्ली और सावधानीपूर्वक डुप्लीकेट हो गया है तो इंटरफेज का तीसरा चरण है जो कि यहां G2 फ़ेज होना चाहिए G 2 फ़ेज तो आपके पास G1 फ़ेज S फ़ेज और G2 फ़ेज है अब G2 फ़ेज में फिर से याद रखें सेल अभी भी विभाजित नहीं हुआ है इसने केवल अपने डीएनए को डुप्लिकेट किया है और यह विभाजित होने के लिए तैयार है लेकिन इसे विभाजित करने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि क्रोमोसोम को ठीक से वितरित किया गया है इसे पूरी तरह से नई मशीनरी की आवश्यकता होती है जो कि माइटोसिस के लिए आवश्यक मशीनरी है हम फिर से सेल डिवीजन को कवर करेंगे इसके विभिन्न प्रकार हैं लेकिन इस मामले में यह माइटोसिस है और माइटोसिस होने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त रॉ मैटिअर्इअल सिन्थिसाइज़ हो रहे हैं फिर अगले चरण में स्वयं को प्रतिबद्ध करने के लिए सेल के साथ पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध है और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यह इस स्तर पर सुनिश्चित करेगा कि डीएनए रेप्लकेशन की प्रक्रिया फूल्प्रूफ रही है यह सुनिश्चित करना है कि डीएनए रेप्लकेशन की प्रक्रिया के कारण कोई त्रुटि शामिल नहीं हुए हैं इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण अभ्यास कि सभी नए संश्लेषित डीएनए बरकरार है सही जानकारी है सही ढंग से पैक है G2 चरण में होता है एक बार जब यह सब उचित हो जाता है तो सेल अब अपने डुप्लिकेट डीएनए के साथ तैयार है इसके डुप्लिकेट किए गए ऑर्गेनेल को दो बेटी कोशिकाओं में विभाजित किया जाना है और वह एम फ़ेज है तो यह एम फ़ेज है जो लगभग एक घंटे तक चलेगा अब एम फ़ेज में फिर से दो चरण हैं पहला चरण वह स्थान है जहाँ न्यूक्लियस दो डॉटर नूक्लीआइ में विभाजित होता है जिसे करियोकिनेसिस कहा जाता है 'करियन"Karyon' का अर्थ है न्यूक्लियस 'किनेसिस"kinesis' का अर्थ है जेनरेशन इसलिए दो डॉटर नूक्लीआइ की उत्पत्ति पहले चरण में होती है जो कि मिटोसिस है एक बार जब क्रोमोसोम को दो डॉटर नूक्लीआइ में सफलतापूर्वक विभाजित किया गया है और वहां कोई त्रुटि नहीं हुई है तो साइटोप्लाज्म वास्तव में विभाजित होता है और इसे साइटोकिनेसिस'cytokinesis' कहा जाता है तो क्या होता है माइटोसिस या एम चरण के बाद आप पाते हैं कि एकल कोशिका डॉटर सेल्स के जैसे दो सटीक प्रतियां बन जाती है तो मैं फिर आपको यह बताती हूं तो सेल साइकिल में प्रमुख हिस्सा होता है जो इंटरफेज़ होता है इंटरफेज़ में जी 1 फ़ेज़ है पहला प्रारंभिक चरण एस चरण जब वास्तविक डीएनए रेप्लकेशन होती है और फिर दूसरा प्रारंभिक चरण जहां इसे जी 2 फ़ेज़ कहा जाता है और इस जी 2 फ़ेज़ में कोशिकाएं विभाजित करने के लिए खुद को तैयार करती हैं और फिर कोशिका विभाजन की वास्तविक प्रक्रिया जिसे एम चरण कहा जाता है अब जैसा कि मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था मैंने कहा कि इनमें से कुछ कोशिकाएँ न्यूरॉन्स की तरह सेल साइकिल से गुजरना नहीं चाहती हैं अब ये कोशिकाएँ स्थायी रूप से क्वाइएसन्ट की अवस्था या विश्रांति प्रावस्था में रहती हैं इसलिए ये G1 चरण में भी प्रवेश नहीं करती हैं ये सिर्फ सेल साइकिल से बाहर निकलती हैं और उसी चरण में रहती हैं जिसे G0 चरण कहा जाता है इसे सेल गिरफ्तारी का चरण भी कहा जाता है अब इसका मतलब यह नहीं है कि इस चरण में कोशिकाएँ जीवित नहीं हैं कोशिकाएँ जीवित हैं ये रूटीन का काम कर रही हैं ये अपना कार्य कर रही हैं लेकिन ये खुद को कमिट नहीं कर रही हैं ये बस इतना व्यस्त हैं कि उनके पास सरल शब्दों में सेल साइकिल की प्रक्रिया से गुजरने का समय नहीं है तो यह G0 चरण है लेकिन फिर तो मुझे देखने दो चित्रात्मक रूप से यह भी दर्शाया गया है कि कोशिका विभाजन कैसे होता है तो यह वह जगह है जहाँ इंटरपेज़ होता है वहाँ जी 1 फ़ेज़ प्रारंभिक चरण था वास्तविक डीएनए रेप्लकेशन का एस चरण G2 का दूसरा प्रारंभिक चरण और फिर हमारे पास सभी क्रोमोसोम तैयार और डुप्लिकेट थे तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक क्रोमोसोम ने अपनी नई प्रति को जन्म दिया था और फिर आपके पास सेंट्रोमियर था अब ये सभी क्रोमोसोम माइटोसिस या सेल डिवीजन के दौरान सेल के इक्वेटोरियल प्लेट से संरेखित करेंगे और आप यहां निरीक्षण करते हैं कि नूक्लीअर एन्वलोप गायब हो गया है पेरन्ट नूक्लीअर मेम्ब्रेन गायब हो गई है और फिर एक विशेष संरचना गठन होता है जिसे स्पिंडल फाइबर कहा जाता है अब हम यह सब तब करेंगे जब हम कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे लेकिन इस क्लास में सरलता के लिए मैं बस आपको यह समझना चाहती हूं कि डीएनए के डुप्लिकेट होने के बाद क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन से कोशिका के दो अलग अलग ध्रुवों की ओर विभाजित होते हैं और स्पिंडल संरचना के कारण यह संभव है ये वस्तुतः धागे की तरह हैं जो क्रोमोसोम को अलग कर रहे हैं जैसे यह होगा कि आपके पास ये क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पर कठपुतलियों की तरह व्यवस्थित होंगे और फिर एक रस्साकशी होती है और फिर क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं और फिर एक बार जब वे अलग हो जाते हैं तो नूक्लीअर एन्वलोप दिखाई देना शुरू हो जाता है तो आप डॉटर नूक्लीअ का गठन करना शुरू करते हैं और फिर साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा झिल्ली पिन्च करते हैं और दो बेटी कोशिकाओं को अलग करते हैं जिसे आप साइटोकिन्सिस कहते हैं तो यह सेल साइकिल में होता है लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा एक सेल गलत जानकारी को पारित नहीं कर सकता है इसलिए बहुत अच्छे चेकपॉइन्ट् होने चाहिए कुछ प्रकार के टोल गेट्स होने चाहिए जो सुनिश्चित करते हैं कि जैसे सेल एक चरण से अगले चरण तक चलती है तो कोई भी रॉंगडूइंगग नहीं है तो सेल साइकिल में तीन प्रमुख चेकपॉइन्ट् हैं पहला चेक प्वाइंट G1 चरण के ठीक बाद है सेल के एस फ़ेज़ में प्रवेश करने से पहले और इस G1 चेकपॉइंट में यह सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त रॉ मैटिअर्इअल है पर्याप्त ऊर्जा है और सबसे महत्वपूर्ण बात सेल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारंभिक डीएनए जो इसे डुप्लिकेट करने जा रहा है तो शुरुआती मैटिअर्इअल शुरुआती डीएनए में कोई डीएनए क्षति नहीं है फिर एस चरण होता है डीएनए डुप्लिकेट हो जाता है गुजरता है जी 2 चरण में जाता है और सेल के वास्तविक सेल डिवीजन में जाने से पहले आपके पास दूसरा चेक प्वाइंट है जो कि G2 चेक प्वाइंट है अब इस चेक प्वाइंट में एक गुणवत्ता नियंत्रण है जो जगह लेता है यह मेकनिज़म सुनिश्चित करता है कि पैरॅन्ट् डीएनए की प्रतिलिपि बनाते समय कोई अनावश्यक उत्परिवर्तन या कोई अनावश्यक त्रुटि नहीं हुई है यदि कुछ नुकसान हुआ है तो रिपेर मेकनिज़म् डीएनए रिपेर मेकनिज़म् होता है कोशिका का आकार उपयुक्त है क्योंकि अब इसने केवल न्यूक्लियस को विभाजित नहीं किया है इसने साइटप्लेज़म को विभाजित किया है यह सुनिश्चित करना होता है कि ऑर्गेनेल पर्याप्त हैं ताकि विभाजित करने के लिए मूल कोशिका के लिए पर्याप्त जगह और मात्रा उपलब्ध हो इसलिए G2 चेक प्वाइंट में भी इसका ध्यान रखा जाता है और निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करता है कि कोशिका विभाजन की वास्तविक प्रक्रिया के लिए पर्याप्त मात्रा में रॉ मैटिअर्इअल उपलब्ध है तीसरा चेक प्वाइंट माइटॉटिस की प्रक्रिया में है मैंने आपको बताया था मैं पिछली स्लाइड पर जाती हूं कि क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पर व्यवस्थित होते हैं अब अगर ये क्रोमोसोम प्रत्येक 46 जोड़ी प्रत्येक 46 क्रोमोसोम और उसकी प्रति यदि यह इक्वेटोरियल प्लेन में ठीक से व्यवस्थित नहीं है तो वितरण समान नहीं होगा तो वह चेक प्वाइंट कि क्रोमोसोम उचित रूप से संरेखित होते हैं वे उचित रूप से स्पिंडल मशीनरी से जुड़े होते हैं एम चरण पर होता है और इसे स्पिंडल असेंबली चेक प्वाइंट कहा जाता है तो आप पाते हैं कि सेल साइकिल की प्रक्रिया में पर्याप्त चेक प्वाइंट उपलब्ध हैं लेकिन इन चेक प्वाइंट को कैसे लाया जाता है आंतरिक और बाहरी रेगुलेटर हैं अधिक जटिल जानकारी को सरल बनाने के लिए मैं चाहती हूं कि आप यह याद रखें कि प्रत्येक चेकप्वाइंट पर पर्याप्त स्विच हैं जी 1 चेकप्वाइंट पर मुझे खेद है स्लाइड्स के साथ यह एक गलती है यह एक G2 G2 चेकपॉइंट है और माइटॉटिक चेकपॉइंट पर है ये स्विच हैं जिन्हें चालू या बंद किया जा सकता है और इन्हें रेगुलेटर द्वारा चालू या बंद किया जाता है जिन्हें साइक्लिन 'cyclins'कहा जाता है तो ये साइक्लिन बदले में उन स्विच की गतिविधियों को रेगुलेट करते हैं जिन्हें साइक्लिन निर्भर किनेसेस'cyclin dependent kinases' कहा जाता है ये एंजाइमों का एक समूह है जो प्रोटीन में फॉस्फेट को मिलाते रहते हैं मैं यहां विवरण में नहीं जाऊंगी लेकिन सिंपलीसिटी के लिए बस इसे इस तरह से लें चेकपॉइंट में पर्याप्त रेगुलेटर हैं और एक सेल के भीतर उनके सापेक्ष वितरण उनकी संश्लेषण की दर यह निर्धारित करती है कि सेल साइकिल कैसे रेगुलेटेड है बाहरी विशेषताएं हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक घावबना है अब एक कोशिका विभाजित होता जाएगा मल्टीपल कोशिकाओं को देने के लिए लेकिन जब तक घाव बंद नहीं होगा तब तक यह बढ़ती रहेगी इसलिए एक बार जब घाव पूरी तरह से बंद हो जाता है तो आगे कोई कोशिका विभाजन नहीं होगा और इसे संपर्क अवरोधcontact inhibition' कहा जाता है जो घाव भरने में बहुत बार देखा जाता है अब कई बार सभी जांचों और जगह में संतुलन के बावजूद एक स्थिति तब हो सकती है जब सेल डीएनए को रिपेयर करने में सक्षम नहीं है यह किए गए नुकसान को रिपेयर करने में सक्षम नहीं है ऐसे मामले में सेल स्वयं को नष्ट करने का आह्वान करता है और जिसे एपोप्टोसिस'apoptosis' कहा जाता है यह कोशिका मृत्यु से गुजरता है या इसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहा जाता है इसलिए यह देखना दिलचस्प है कि सेल अपने स्वयं के सेल साइकिल को रेगुलेट करता है और इसमें यह तय करने के लिए मशीनरी भी है कि रिपेयर से परे नुकसान हो रहा है या नहीं इस पर इसे पारित करने का कोई मतलब नहीं हैयह आत्म विनाश है और यह एपोप्टोसिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है तो हमने आज देखा कि सेल साइकिल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सेल खुद को विभाजित करने के लिए तैयार करता है और इसे करने की प्रक्रिया में यह पहले अपने डीएनए को डुप्लीकेट करता है यह अपने सेल ऑर्गेनेल को डुप्लीकेट करता है और फिर यह वास्तव में माइटोसिस की प्रक्रिया में विभाजित हो जाता है अब एक बात जो आपको याद रखनी है कि प्रत्येक सेल साइकिल में डीएनए रेप्लकेशन या डीएनए डूप्लकेशन एक बार होता है और मैं इस प्रश्न को आपके समक्ष रखूंगी कि क्या कोशिकाएं डीएनए रेप्लकेशन के बिना कोशिका विभाजन से गुजर सकती हैं और उत्तर है नहीं यह संभव नहीं है और यह बहुत स्पष्ट है क्योंकि अगर एक सेल अपने डीएनए को डुप्लिकेट किए बिना विभाजित करने जा रहा है तो यह बहुत ही मनमाने ढंग से क्रोमोसोम को पास करने वाला है और दोनों बेटी कोशिकाओं को शरीर के कार्य या ऑर्गनेल फंक्शन करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो डीएनए रेप्लकेशन की प्रक्रिया के बिना एक कोशिका को विभाजित करना संभव नहीं है इसी तरह आप पाएंगे कि एक सेल कई डीएनए प्रतिकृति से गुजरना नहीं कर सकता है और फिर विभाजित करना तब फिर क्या होगा यदि आप क्रोमोसोम के तेईस जोड़े के साथ शुरू कर रहे हैं तो आप इसे डुप्लिकेट कर रहे हैं इसलिए आपके पास सेल विभाजन से ठीक पहले 46 जोड़े होंगे और फिर प्रत्येक डॉटर सेलके पास फिर से तेईस जोड़े होंगे लेकिन अगर यह डीएनए रेप्लकेशन के इन दौरों को करता है तो संख्या बढ़ती चली जाती है और फिर जब आप विभाजित करते हैं तो क्या होगा डॉटर सेल्स समान संख्या में क्रोमोसोम के जोड़े को बरकरार नहीं रखेंगी और इससे पॉलीप्साइडpolyploidy' हो जाएगा अब यह फिर से शरीर के लिए अच्छा नहीं है इसलिए स्वाभाविक रूप से यदि कोशिकाएं अपने सेल साइकिल को ठीक से रेगुलेट करने में सक्षम नहीं हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होंगी और एक क्लासिक उदाहरण कैंसर'cancer' है अब ये कोशिकाएं हैं जो नुकसान होने पर खुद को संयमित करने का नियंत्रण खो देती हैं और खुद को नष्ट कर लेती हैं ये बस उस क्षमता को खो देते हैं ये रिस्ट्रेन मेकनिज़म को नहीं सुनते हैं जो कोशिकाओं को मरने के लिए कहता है अगर चीजें ठीक नहीं हैं और परिणामस्वरूप इन दोषपूर्ण कोशिकाओं का क्या होता है ये जमा होते रहते हैं वे अत्यधिक आक्रामक हो जाते हैं और आपके पास अनियंत्रित कोशिकाओं का एक द्रव्यमान होने लगता है जिसे आप ट्यूमर'tumors' कहते हैं तो यदि आपको यह जानने में रुचि है कि सेल साइकिल कैंसर की प्रगति और इनिशीएशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है तो मैं आपको इस वीडियो को देखने के लिए आमंत्रित करती हूं जो बहुत ही सरल भाषा में एक बहुत अच्छा एनिमेटेड वीडियो है और अगर आप वास्तव में एक एनीमेशन में सेल साइकिल सेल चक्र की पूरी प्रक्रिया की कल्पना करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जाने की सलाह दूंगी मुझे लगता है कि इसके साथ हमने सेल साइकिल को कवर किया है और हमारी अगली कक्षा में हम सेल डिवीजन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे यही कि क्रोमोसोम की सटीक संख्या माइटोसिस के माध्यम से बेटी कोशिकाओं को कैसे प्राप्त होती है और फिर कोशिका विभाजन का एक और रूप जो माइओसिस है तो आपको फिर से धन्यवाद और वापस लिखें अगर आपको कोई डाउट है आपको हमारे वेबलिंक का एक्सेस दे दिया जाएगा और हम आपको अगली बार फिर से देखेंगे